अब मैं एक उदाहरण परिपथ लूंगा और गणना करूंगा ये z मापदंड हैं मैं वही परिपथ लूंगा जो मैंने y मापदंड के उदाहरण के लिए लिया था ताकि आप एक ही परिपथ के लिए विभिन्न मापदंड सेटों को संबंधित कर सकें तो यह वह परिपथ है जिसे मैंने लिया और मेरे पास माप के लिए दो मामले है एक जिसमें पोर्ट 2 को खुला परिपथ छोड़ दिया गया है और एक विद्युत धारा स्रोत पोर्ट 1 से जुड़ा है और दूसरे मामले में जहां पोर्ट 1 को खुला परिपथ छोड़ दिया गया है और एक विद्युत धारा स्रोत पोर्ट 2 से जुड़ा है इसलिए अत्यंत सरल परिपथ विश्लेषण करना बहुत आसान है तो I 1 इन दो प्रतिरोधकों के माध्यम से बहती है इसलिए यहाँ पोर्ट 1 के पार वोल्टेज इन दो प्रतिरोधकों 2 किलो Ωs का श्रृंखला संयोजन × I 1 है जबकि पोर्ट 2 में वोल्टेज I 1 × यह प्रतिरोधक 1 किलो Ω है इस परिपथ में इस 1 किलो Ω के माध्यम से कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है क्योंकि यह एक खुले परिपथ के साथ श्रेणीक्रम में होती है तो इसके पार वोल्टेज ड्रॉप भी शून्य है ये सभी I 2 1 किलो Ω में प्रवाहित होती हैं आपको पोर्ट 2 का वोल्टेज 1 किलो Ω × I 2 देता है और वही वोल्टेज यहाँ दिखाई देता है और वह है 1 किलो Ω × I 2 तो पहले परिपथ से जिसमें हमारे पास पोर्ट 2 खुला परिपथ है z 1 1 मिलेगा जो कि V 1 बाय I 1 है पोर्ट 2 खुला परिपथ होने के साथ I 2 0 के बराबर है 2 किलो Ω होगा और हमें z 2 1 भी मिलता है जो कि V 2 बाय I 1 है जिसमें पोर्ट 2 खुला परिपथ है जो 1 किलो Ω के बराबर है तो z 1 1 और कुछ भी नहीं बल्कि पोर्ट 2 के खुले परिपथ होने के साथ पोर्ट 1 में दिखने वाला प्रतिरोध है और यदि आप पोर्ट 1 में देखते है तो आप श्रृंखला में इन दो प्रतिरोधकों का संयोजन देखेंगें जो आपको 2 किलो Ω प्रतिरोध देता है अथवा आइये हम दूसरे परिपथ पर चलते है और इससे हमें z 1 2 मिलेगा जो कि पोर्ट 1 के खुले परिपथ होने के साथ V 1 बाय I 2 है जो आपको 1 किलो Ω देता है और z 2 2 जोकि पोर्ट 1 के खुले परिपथ होने के साथ V 2 बाय I 2 है वो भी 1 किलो Ω है तो ये चार z मापदंड है और z 2 2 यहाँ और कुछ भी नहीं बल्कि पोर्ट 1 के खुले परिपथ होने के साथ पोर्ट 2 में दिखने वाला प्रतिरोध है यदि आप पोर्ट 2 में देखें तो आप देखेंगें यह 1 किलो Ω और यह 1 किलो Ω जोकि लटक रहे हैं इसलिए यह कुछ भी योगदान नहीं देता है तो पोर्ट 2 में प्रतिरोध केवल 1 किलो Ω है और यह वही है जो हम देखते है तो इस विशेष परिपथ का z मापदंड सेट 2 किलो Ω 1 किलो Ω 1 किलो Ω और 1 किलो Ω है और आप अपने लिए सत्यापित कर सकते है कि यह z आव्यूह y आव्यूह का व्युत्क्रम है जिसे आपने पिछले उदाहरण में उसी परिपथ के लिए व्युत्पन्न किया है अब आइए हम एक नियंत्रण स्रोत को जोड़कर परिपथ को थोड़ा और जटिल बनाते है फिर से मैं वही उदाहरण लूंगा जो मैंने पहले लिया था ताकि आप अलग अलग मापदंड सेटों को उसी परिपथ के लिए संबंधित कर सकें पोर्ट 1 पोर्ट 2 1 किलो Ω 1 किलो Ω और 2 मिलीसीमेंस इसलिए मैं इस विश्लेषण से जल्दी आगे बढूँगा क्योंकि अब तक परिपथ विश्लेषण से आप भलीभांति परिचित है इसलिए आप इसे स्वयं कर सकते है और अपने उत्तरों की तुलना मेरे द्वारा प्राप्त किए गए उत्तरों से कर सकते है इसलिए मुझे फिर से दो मामलों की आवश्यकता है एक जिसमें पोर्ट 2 खुला परिपथ है एक विद्युत धारा को पोर्ट 1 पर लागू किया जाता है और एक दूसरा मामला जहां पोर्ट 1 खुला परिपथ होता है और एक विद्युत धारा पोर्ट 2 पर लगायी जाती है तो अब हमारे पास नियंत्रित स्रोत के साथ थोड़ी अधिक जटिल स्थिति है अब यदि आप इस परिपथ को देखें तो इस 1 किलो Ω से I 1 प्रवाहित होती है फिर इन दोनों का समानांतर संयोजन तो इसके पार वोल्टेज ड्रॉप है 1 किलो Ω × I 1 इस प्रतिरोधक के माध्यम से एक विद्युत धारा I 1 है जो भी विद्युत धारा विद्युत धारा स्रोत से प्रवाहित हो रही है जो कि I 1 2 मिलीसीमेंस × V x है और इस परिपथ में आप देखते है कि V x V 1 के बराबर है क्योंकि यहां वोल्टेज V 1 है तो V x V 1 के समान है इसलिए मैं इसे I 1 2 मिलीसीमेंस × V 1 के रूप में लिखूंगा तो यही विद्युत धारा वहां पर प्रवाहित हो रही है तो इसके पार वोल्टेज ड्रॉप है यह विद्युत धारा × 1 किलो Ω जो कि I 1 × 1 किलो Ω 2 मिलीसीमेंस × 1 किलो Ωs × V 1 है जो कि 2 V 1 है और वोल्टेज V 2 और कुछ भी नहीं बल्कि इस 1 किलो Ω प्रतिरोधक में वोल्टेज ड्रॉप है तो मैं इन दो समीकरणों को लिखूंगा सबसे पहले V 1 इस एक और उस एक पर वोल्टेज ड्रॉप के योग के बराबर होता है जो कि 1 किलो Ωs × I 1 1 किलो Ωs × I 1 2 V 1 है इससे हम देखते है कि V 1 2 3rd किलो Ω s × I 1 है और हम जानते है कि V 2 इसके पार का वोल्टेज ड्रॉप है तो V 2 है 1 किलो Ω × I 1 2 V 1 और V 1 की हम पहले ही गणना कर चुके है तो यह 2 × 2 3rd किलो Ωs × I 1 है जो मूल रूप से 1 3rd किलो Ω × I 1 है और पोर्ट 2 के खुले परिपथ होने के साथ हम जानते है कि V 1 और कुछ भी नहीं बल्कि z 1 1 I 1 है और V 2 है और कुछ भी नहीं बल्कि z 2 1 I 1 तो z 1 1 यह मात्रा है और z 2 1 वह मात्रा है इसलिए हमें थोड़ी और गणना की आवश्यकता है और मैं इसके माध्यम से जल्दी से चला गया लेकिन विद्युत धारा स्रोत I 1 को लागू करने के साथ परिपथ का विश्लेषण अब तक तो दिनचर्या में आ गया है तो आपको इसे स्वयं करने में सक्षम होना चाहिए और मैं इसे दूसरे मामले के लिए भी करूँगा मुझे परिपथ के इस हिस्से को कॉपी करने दें पोर्ट 1 खुला परिपथ है अब फिर से 1 किलो Ω प्रतिरोधक के माध्यम से विद्युत धारा शून्य है और V 2 इस विशेष परिपथ में V 1 के बराबर है बेशक यह सामान्यतः सच नहीं है और V x भी V 1 के बराबर होता है तो अब इस 1 किलो Ω प्रतिरोधक के माध्यम से विद्युत धारा वैसे तो इसके माध्यम से यह शून्य है और इस लम्बवत 1 किलो Ω प्रतिरोधक के माध्यम से है I 2 जो भी विद्युत धारा नियंत्रित स्रोत के माध्यम से बह रही है जो कि I 2 2 मिलीसीमेंस × V x है जोकि V 1 के समान है जोकि V 2 के समान है इसलिए मैं इसे तुरंत लिखने जा रहा हूं तो अब यह वोल्टेज ड्रॉप V 2 है इस 1 किलो Ω प्रतिरोधक × 1 किलो Ω प्रतिरोध के माध्यम से विद्युत धारा तो V 2 हम इसे प्राप्त करते है I 2 2 मिलीसीमेंस × V 2 × 1 किलो Ω s के रूप में और इससे हमें V 2 प्राप्त होता है एक किलो Ω का 1 3rd × I 2 और हमने यह भी कहा V 1 V 2 के समान है वो भी 1 3rd किलो Ω × I 2 है और हम जानते है कि पोर्ट 1 के खुला परिपथ होने के साथ V 2 और कुछ भी नहीं बल्कि z 2 2 I 2 है और V 1 और कुछ भी नहीं बल्कि z 1 2 I 2 है तो यह z 1 2 है और वह z 2 2 है इस परिपथ के लिए z मापदंड आव्यूह निकल कर आती है 2 3rd किलो Ω s 1 3rd किलो Ω s 1 3rd किलो Ω और 1 3rd किलो Ω पुनः आप वापस जा सकते है पुराने अथवा y मापदंड उदाहरण पर और सत्यापित कर सकते है कि यह इस परिपथ के लिए y आव्यूह का व्युत्क्रम है